पिछले व्याख्यान में x y समतल में आयताकार पथ का रेखीय समाकल लेकर हमने कुंतल के अवधारणा का परिचय दिया था और हमने कहा कि मुझे इसे इस पथ पर E और dl के अदिश गुणनफल के रूप में लिखने दीजिए हालाँकि यह बहुत छोटा पथ है मुझे इसे curl of E dot d s के समाकल के रूप में लिखने दीजिए जहां d s इस छोटे क्षेत्रफल को दर्शाता है तो यह कुंतल की परिभाषा है यह बहुत स्पष्ट है यदि कोई सदिश क्षेत्र है जो इस तरह से घूमता है यदि मैं इस पथ को लेता हूं तो यह समाकल शून्य नहीं होगा दूसरी ओर आइए हम एक सदिश क्षेत्र को देखते हैं जो सभी जगह नियत है और मुझे इस पथ को लेने दीजिए आप देखेंगे कि इस पर E और dl का अदिश गुणनफल मुझे एक मान देगा जो कि इस पथ के मान के बिल्कुल विपरीत होगा तो इस दिशा में जाने से मुझे एक मान मिलेगा जो कि इस दिशा में होने वाली किसी वस्तु के बिल्कुल विपरीत है इस पथ पर अदिश गुणनफल शून्य है और लेकिन कुल परिणाम यह है कि इस मामले में E और dl का अदिश गुणनफल 0 है और इसका अर्थ है कि इस सदिश क्षेत्र का कुंतल 0 है या कम से कम इसका z अवयव 0 है इसलिए बहुत दिलचस्प रूप से आप ध्यान देते हैं कि जब कोई वस्तु चारों ओर घूमती है या मुड़ती है तो उसमें एक कुंतल होता है जो गैर शून्य होता है कोई वस्तु जो नियत है उसका कुंतल शून्य होता है चलिए फिर से x y समतल में एक और उदाहरण लेते हैं यदि मेरे पास एक सदिश क्षेत्र है जो दूरी के साथ बढ़ रहा है और यदि मैं इसमें इस तरह से एक पथ लेता हूं और फिर से E और dl के अदिश गुणनफल की गणना करता हूं आप देखेंगे कि इस ओर हम इसे 1 2 3 4 नाम देते हैं 2 पर योगदान 1 पर 4 पर ऋणात्मक योगदान से बड़ा होगा क्योंकि जैसे जैसे आप दाईं ओर जाते हैं क्षेत्र का मान बढ़ता है दूसरी ओर 1 और 3 पर यह शून्य है तो 2 पर E और dl के अदिश गुणनफल का परिमाण 4 पर E और dl के अदिश गुणनफल की तुलना में अधिक है और 1 पर E और dl का अदिश गुणनफल 3 पर E और dl के अदिश गुणनफल के बराबर है जो कि 0 है इसलिए आप फिर से ध्यान देते हैं कि यदि मैं E और dl के अदिश गुणनफल को संपूर्ण पथ पर करता हूं जिसे मैं E और dl के अदिश गुणनफल के रेखीय समाकल के रूप में लिखूंगा वह गैर शून्य होगा लेकिन इसमें अर्थ है क्योंकि अब आप देखते हैं कि यह क्षेत्र आपको ऐसा आभास देता है जैसे कि वह घूमेगा यह केवल तभी होता है जब कोई वस्तु घूमती है कि जैसे ही आप केंद्र बिंदु से दूर जाते हैं वैसे ही गति या सदिश बढ़ता है ये सभी अवधारणाएं वास्तव में द्रव गतिकी से आई हैं और इसलिए निम्न तर्कों द्वारा कुंतल के लिए एक भौतिक समझ उत्पन्न होगी कल्पना कीजिए कि यह सदिश क्षेत्र जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह एक द्रव प्रवाह के वेग का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसमें एक छोटी सी छड़ी रखिए शायद एक दंर्तखोदनी शायद माचिस यदि यह मुड़ता है तो मुझे इसे अलग से बनाने दीजिए यदि मैं एक छोटी छड़ी रखता हूं और यदि यह मुड़ता है तो कुंतल गैर शून्य है यदि यह मुड़ता नहीं है तो कुंतल शून्य है और इस मोड़ की समझ आपको कुंतल की दिशा भी देगी फिर से अपनी उंगलियों को उस दिशा में घुमाएं जिसमें वह मुड़ती है फिर अंगूठा आपको कुंतल की दिशा देता है जो इस बात की भौतिक समझ है यह इससे भी संबंधित है तो कुंतल किसी बंद पथ पर चलने में किए गए कार्य से भी संबंधित हो सकता है ऐसा कैसे है आइए हम देखते हैं फिर से x y समतल पर वापस जाएं मैं इसे 3 या एक मिनट में सामान्य बना दूंगा एक आवेश q लीजिए और इसे सब ओर ले जाइए अब E q dot d l का योग जिसे मैं q integration E dot d l के रूप में लिख रहा हूं और कुछ नहीं बल्कि आवेश पर लगने वाले बल और dl का अदिश गुणनफल है तो यह समाकल आवेश q को एक बंद पथ पर ले जाने में किए गए कार्य का प्रतिनिधित्व करता है तो हम समझते हैं कि E और dl का अदिश गुणनफल इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है आइए हम लिखते हैं कि एक बंद पथ के सब ओर q एक के बराबर है और यह curl dot delta s से संबंधित है इसलिए यदि एक बंद पथ के सब ओर जाने में किया गया कार्य गैर शून्य है तो कुंतल गैर शून्य है यदि किया गया कार्य शून्य है तो कुंतल शून्य है आइए देखें कि विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है यदि मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है और यदि मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर और इस बिंदु से इस बिंदु पर जाता हूं तो किया गया कार्य शायद समान हो और हम एक मिनट में देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है तो आइए हम E क्षेत्र के लिए कुंतल की गणना करते हैं यदि मैं E क्षेत्र के लिए कुंतल की गणना करना चाहता हूं तो याद रखें कि r पर एक इकाई आवेश के लिए r prime पर आवेश के लिए मैंने इसे पहले लिखा है तो मैं इसे सीधे लिखूंगा कि यह q over 4 pi epsilon 0 r minus r prime over r minus r prime cubed है तो E x एक नियत है जो कि q over 4 pi epsilon 0 x minus x prime over x minus x prime square plus y minus y prime square plus z minus z prime square raise to 3 by 2 के बराबर है E y q over 4 pi epsilon 0 y minus y prime over x minus x prime square plus y minus y prime square plus z minus z prime square raise to 3 by 2 के बराबर है आइए हम उनके अवकलजों की गणना करें तो partial E x over partial y q over 4 pi epsilon 0 x minus x prime over x minus x prime square plus y minus y prime square plus z minus z prime square raise to 5 by 2 के बराबर होगा और यहाँ मेरे पास ऋण के चिन्ह के साथ y minus y prime times 3 होगा इसी तरह E y over E partial x minus q over 4 pi epsilon 0 3 y minus y prime x minus x prime over इस संपूर्ण वस्तु के घातांक 5 by 2 के बराबर होगा इसलिए E z घटक का कुंतल 0 के बराबर आता है इसी तरह आप देख सकते हैं कि E x घटक का कुंतल भी 0 है और इसी तरह y घटक भी है जैसे मैंने किया है वैसे ही आप अन्य घटकों के लिए उसे जांच सकते हैं इसका अर्थ है कि सामान्य रूप से एक बिंदु आवेश q के लिए E का कुंतल 0 है अब यदि मेरे पास बहुत से आवेश या आवेश वितरण है तो E और कुछ नहीं है बल्कि अलग अलग E का या rho r prime over r minus r prime cubed r minus r prime d v prime 1 over 4 pi epsilon 0 का योग है जब मैं कुंतल को लेता हूं जो कि x y और z के संदर्भ में अवकलज है यह समाकल के केवल इस भाग पर कार्य करेगा और इस मामले में यह अकेले अकेले क्षेत्रों के लिए 0 देता है तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि E का कुंतल 0 के बराबर आता है इसका अर्थ है कि यदि मैं किसी भी छोटे बंद पथ पर चलता हूं तो किया गया कुल कार्य शून्य होगा बड़े पथ के बारे में क्या एक बड़े पथ के लिए उस तरीके को याद कीजिए जो हमने अपसरण के लिए किया था इसी तरह यदि यहां मैं एक बड़ा पथ लेता हूं मैं इसे कई कई छोटे आयतों में विभाजित कर सकता हूं आइए हम दो आसन्न आयतों को देखें और उन पर वामावर्त दिशा में आगे बढ़ते हैं यदि मैं ऐसा करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस घिरे हुए पथ पर जिस पर मैं दो बार चलता हूं एक बार इस तरह से एक बार इस तरह से E और dl का अदिश गुणनफल मुझे 0 मिलेगा जब मैं इसे जोड़ता हूं इसलिए सभी आसन्न पथ मुझे रेखीय समाकल में शून्य योगदान देंगे अंत में परिणाम में मेरे पास केवल रेखीय समाकल बचेगा जो कि रेखीय समाकल के बाहर है क्योंकि ये किसी अन्य आयत के आसन्न नहीं हैं इसलिए छोटे आयतों पर E और dl के अदिश गुणनफल का योग और फिर सभी आयतों पर इसका योग मुझे E और dl के अदिश गुणनफल का समाकल देता है जहां d l केवल बाहरी पथ है लेकिन परिभाषा द्वारा यह प्रत्येक आयत पर curl of E dot delta A के योग के बराबर है और फिर मैं सभी आयतों पर योग कर रहा हूं तो यह मुझे और कुछ नहीं बल्कि संपूर्ण सतह पर curl of E dot d s का पृष्ठीय समाकल देता है इसलिए हम इससे जो सीखते हैं वह यह है कि इस दी गई सतह पर इस पूरी सतह पर E का कुंतल जहां सतह की दिशा फिर से दक्षिणहस्त नियम द्वारा दी गई है और कुछ नहीं बल्कि बाहरी पथ पर E और dl का अदिश गुणनफल है और इसे स्टोक्स प्रमेय के रूप में जाना जाता है तो अब हम इस कुंतल के भौतिक अर्थ को समझने के लिए तैयार हैं देखिए पहले मैंने आपको यह दिया है कि यह आपको यह आभास देता है कि कोई विद्युत क्षेत्र घूम रहा है लेकिन इसके साथ जब हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र के लिए E 0 के बराबर है इसका अर्थ है कि मैं जिस भी पथ के सब ओर जाता हूं वहां आवेश को सब ओर ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा इस पथ पर दो बिंदुओं को लेते हैं हम इस पथ पर एक बार इस तरह चलते हैं और एक बार इस तरह बिंदु A से बिंदु B तक किया गया कार्य A से B तक E q dot d l होगा आइए हम इसको पथ 1 कहते हैं हम इसको पथ 2 कहते हैं पथ 1 की दिशा में और पथ 2 की दिशा में q E dot d l A to B और मैं A से B तक जा रहा हूं लेकिन ध्यान दीजिए कि पथ 2 पर A से B तक पथ 2 पर ऋणात्मक पथ B से A dl तक के समान है अब A to B E dot d l path 1 plus B to A E dot d l path 2 का समाकलन इस तरह से और पथ 2 पर मैं ऐसे जा रहा हूं कि यह 0 है क्योंकि E का कुंतल 0 है यह क्या है यह A से B तक के इन दो समीकरणों से ऋण है और इसका तात्पर्य यह है कि पथ 1 पर A to B E dot d l पथ 2 पर A to B E dot d l के समाकलन के बराबर है ध्यान दीजिए कि पथ 1 और पथ 2 मनमाने हैं और इसलिए इससे हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह यह है कि यदि कुंतल शून्य है तो किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है और केवल अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है यह संरक्षी क्षेत्र की परिभाषा है इसका मतलब है कि किए गए कार्य को W 1 minus W 2 या W 2 minus W 1 के रूप में लिखा जा सकता है और बाद में हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में इनकी पहचान करते हैं इसलिए एक संरक्षी क्षेत्र के लिए हम स्थितिज ऊर्जा की पहचान कर सकते हैं क्योंकि मैं प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित कर सकता हूं कि दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य कितना होगा क्योंकि पथ पर निर्भर नहीं करता है है और इसलिए E के कुंतल का 0 के बराबर होने का तात्पर्य है कि E संरक्षी है